स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स कोर्स में आपका स्वागत है पिछले कुछ व्याख्यानों में हम हार्मोनिक वाईब्रेशन्स के बारे में सीख रहे हैं जो कि हार्मोनिक फोर्सेज के तहत सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम के वाईब्रेशन्स हैं पिछले सप्ताह में हमने यह भी देखा कि किसी भी पीरियाडिक फाॅर्स को अनेक पीरियाडिक फोर्सेज के रूप में निरूपित किया जा सकता है तो एक लीनियर सिस्टम के पीरियाडिक फाॅर्स का रिस्पांस हार्मोनिक्स के लिए रेस्पॉन्सेस के योग के बराबर होती है अब आइए देखें कि हार्मोनिक वाईब्रेशन्स के दौरान एनर्जी कैसे संतुलित होती है अब आइए हम हार्मोनिक फाॅर्स के तहत एनर्जी इनपुट को सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम में देखें यह सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम में गति का समीकरण है हमारे पास मास डेम्पिंग और स्टिफनेस है तो यह स्प्रिंग फाॅर्स है यह डेम्पिंग फाॅर्स है यह इनर्शिआ फाॅर्स है और इनका योग सिस्टम पर कार्य करने वाले हार्मोनिक फाॅर्स के बराबर है हमने यह भी सीखा कि इस सिस्टम में दो प्रकार के रिस्पांस होते है ट्रांसिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस ट्रांसिएंट रिस्पांस समय के साथ कम होती जाती है इसलिए कुछ समय बाद केवल स्टेडी स्टेट रिस्पांस ही प्रभावी होगा और स्टेडी स्टेट रिस्पांस x 0 sin ओमेगा टी माइनस 𝜙 के बराबर होती है तो हमने x 0 के लिए व्यंजक सीखा जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस का एम्पलीटूड है इसलिए हमने इस व्यंजक को प्राप्त किया है और यह p0 बाई k स्टैटिक रिस्पांस के बराबर है अर्थात यदि यह फाॅर्स एक स्टैटिक फाॅर्स होता तो रिस्पांस p0 बाई k होता जो कि फाॅर्स बाई स्टिफनेस है x x0 𝜙 तो यह p0 बाई k सिस्टम का स्टैटिक रिस्पांस है और यदि आप इसे इस फैक्टर से गुणा करते हैं जिसे डायनामिक रिस्पांस फैक्टर कहा जाता है तो हमें इस स्टेडी स्टेट रिस्पांस का एम्पलीटूड मिलेगा और 𝜙 का मान इस 2 जेटा फ्रीक्वेंसी अनुपात को 1 माइनस फ्रीक्वेंसी अनुपात स्क्वायर से विभाजित करके प्राप्त किया गया था यह हमने अपने पिछले व्याख्यानों में प्राप्त किया है तो हम स्टेडी स्टेट एम्पलीटूड के मान की गणना कर सकते हैं अब आइए इस हार्मोनिक फाॅर्स द्वारा सिस्टम को इनपुट की गई एनर्जी को देखें तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस के एक चक्र में सिस्टम में एनर्जी इनपुट को जब लगने वाले फाॅर्स से विभाजित करते है तो ये इंटीग्रल p t dx के बराबर आता है जहा p t यह फाॅर्स है और dx सिस्टम का इनफिनिटिसिमल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए यदि आप p t dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एनर्जी प्राप्त होगी और हम जानते हैं कि x डॉट dx बाई dt है तो dx को x डॉट dt के रूप में लिखा जा सकता है

तो हमारी एनर्जी इंटीग्रल 0 से 2 फाई बाई ओमेगा हो जाएगी जो कि एक चक्र p t x dot dt के बराबर है तो हम मानों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं p t p0 sin ओमेगा t और x के बराबर है हम जानते हैं कि हम इसे डिफ्रेंसियेट कर सकते हैं और x डॉट प्राप्त कर सकते हैं जो कि वेग है तो वह ओमेगा x0 cos ओमेगा टी माइनस 𝜙 और dt होगा इसलिए यदि आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आपको एनर्जी प्राप्त होगी इसलिए यदि आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें π p0 x0 sin 𝜙 मिलेगा और हम जानते हैं कि 𝜙 इस अनुपात का tan inverse है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि sin 𝜙 के लिए व्यंजक क्या है तो tan phi 2 zeta यह अनुपात 1 माइनस फ्रीक्वेंसी अनुपात वर्ग से विभाजित है तो हम गणना कर सकते हैं sin 𝜙 बराबर है डिनोमिनेटर इन दो पदों के वर्गों का वर्गमूल योग होगा और नुमेरेटर 2 ज़ेटा ओमेगा बाई ओमेगा n होगा और हम इसे सरल बना सकते हैं हम जानते हैं कि x 0 बाई p0 बाई k यह व्यंजक है तो हम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं और हमें sin 𝜙 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा n x0 बाई po बाई k के बराबर मिलेगा तो इसे हम एनर्जी के व्यंजक में स्थानापन्न कर सकते हैं और आपको एनर्जी का व्यंजक 2 π जीटा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट k x0 स्क्वायर के रूप में मिलेगा अब देखते हैं कि स्टेडी स्टेट गति के एक चक्र में पोटेंशिअल और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है अतः पोटेंशिअल एनर्जी सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होती है तो यह इंटीग्रल fs dx के बराबर है fs स्प्रिंग फाॅर्स है हम जानते हैं कि यह fs k गुणा x के बराबर है जहां k स्प्रिंग की स्टिफनेस है और x डिस्प्लेसमेंट है और x डॉट वेग है dx x डॉट dt के बराबर है तो हम इसे एक चक्र में इंटीग्रेट कर सकते हैं जो कि 0 से 2 π बाई ओमेगा है

तो हम x के मान को जो कि विस्थापन है और वेग से प्रतिस्थापित कर सकते हैं और हमें यह व्यंजक मिल जाएगा हम इसे एक चक्र में टोटल स्ट्रेन एनर्जी प्राप्त करने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह व्यंजक एक sin और एक cos का गुणा है इसलिए यदि आप साइन फ़ंक्शन और इस कॉस फ़ंक्शन को गुणा करते हैं और इसे एक चक्र में इंटीग्रेट करते हैं तो यह 0 हो जाएगा इसलिए स्टेडी स्टेट गति के एक चक्र में टोटल स्ट्रेन एनर्जी 0 के बराबर होती है तो अब हम एक चक्र में काइनेटिक एनर्जी की गणना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनर्शिआ फाॅर्स dx का इंटीग्रल होगी और हम जानते हैं कि यह इनर्शिआ फाॅर्स मास गुणा त्वरण के बराबर है और dx x डॉट dt है यदि हम त्वरण और वेग के मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें त्वरण के लिए यह व्यंजक प्राप्त होता है यदि हम डिस्प्लेसमेंट के लिए इस व्यंजक को दो बार डिफ्रेंसियेट करते हैं और यह वेग है और यह फिर से sin और cos पदों का उत्पाद है इसलिए यदि आप इसे एक चक्र में इंटीग्रेट करते हैं तो यह इंटीग्रल 0 के बराबर हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट गति के एक चक्र में टोटल स्ट्रेन एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि एनर्जी पोटेंशिअल और काइनेटिक एनर्जी से वाईब्रेशन के दौरान स्थानांतरित हो रही है लेकिन एक चक्र में कुल एनर्जी 0 होती है अब आइए डेम्पिंग के कारण एनर्जी डिसिपेटड को देखे तो यदि हम डेम्पिंग पर विचार करते हैं तो यह गति का समीकरण है और हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस के व्यंजक को जानते हैं x x0 𝜙 इस विस्कॉस डेम्पिंग के कारण एक चक्र में एनर्जी डिसिपेसन इंटीग्रल fD dx के बराबर होता है और fD डेम्पिंग फाॅर्स है और वह c के बराबर है जो डेम्पिंग गुणांक गुणा वेग है और इसलिए डेम्पिंग के कारण नष्ट हुई यह एनर्जी इंटीग्रल 0 से 2 तक pi बटा ओमेगा c x डॉट x डॉट dt के बराबर है

तो हम वेग के लिए व्यंजक को स्थानापन्न कर सकते हैं और हमें यह मिल जाएगा और यदि हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें pi c ओमेगा x0 स्क्वायर प्राप्त होगा और हम जानते हैं कि डेम्पिंग गुणांक c को डेम्पिंग अनुपात जीटा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसलिए यदि आप c के मान को जीटा के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको यह व्यंजक 2 pi जीटा ओमेगा बाई ओमेगा n k x0 स्क्वायर प्राप्त होगा और यह इस हार्मोनिक फाॅर्स के कारण एनर्जी इनपुट के बराबर है तो यह उस एनर्जी इनपुट का व्यंजक है जिसे हमने पहले प्राप्त किया है

𝜉 Energy input अब एनर्जी इनपुट और एनर्जी डिसिपेसन के आधार पर हम सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम के डिस्प्लेसमेंट ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे जब हार्मोनिक फाॅर्स की फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है यानी जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर हो और फाई 90 डिग्री के बराबर हो तो हमने पहले सीखा है कि एक अनडेमप्ड सिस्टम के लिए जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है तो डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बढ़ता रहेगा यानी डिस्प्लेसमेंट असीमित रूप से बढ़ेगा लेकिन डेमप्ड सिस्टम्स में सिस्टम में मौजूद डेम्पिंग के कारण ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट असीमित रूप से नहीं बढ़ेगा डिस्प्लेस्मेंट एक स्टेडी स्टेट तक बढ़ेगा और उसके बाद डिस्प्लेस्मेंट एम्पलीटूड पूरे समय स्थिर रहेगा तो अब आइए समझते हैं कि कैसे डेम्पिंग ओमेगा पर एक बॉउंडेड रिस्पांस में मदद कर रहा है जो ओमेगा एन के बराबर है तो सिस्टम में इनपुट एनर्जी जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है और फाई 90 डिग्री के बराबर होता है तो यह pi p0 x0 के बराबर होता है जहां x0 सिस्टम का स्टेडी स्टेट एम्पलीटूड होता है तो इस व्यंजक से हम जानते हैं कि यह एनर्जी इनपुट डिस्प्लेसमेंट के साथ रैखिक रूप से भिन्न होता है और यह डिसिपेटड एनर्जी है इसलिए जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है तो डिसिपेटड एनर्जी इसके बराबर होगी और हम देख सकते हैं कि डिसिपेटड एनर्जी x0 स्क्वायर के समानुपाती होता है इसका मतलब है यह डिस्प्लेसमेंट के साथ द्विघात रूप से बदलता रहता है आइए अब हम इन दो व्यंजकों को प्लॉट करें तो E x0 के साथ रैखिक रूप से बदलता रहता है तो यह x अक्ष में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीटूड है और हमारे पास y अक्ष में एनर्जी है तो यह EI एक रैखिक है और डिसिपेटड एनर्जी है यह द्विघात रूप से बदलता है तो यह लाल रंग का वक्र डिसिपेटड एनर्जी के लिए वक्र है तो जब एम्पलीटूड बहुत कम होता है तो डिसिपेटड एनर्जी भी बहुत कम होगी यह द्विघात रूप से बढ़ जाती है इसलिए जब एम्पलीटूड कम होता है तो इनपुट एनर्जी डिसिपेटड एनर्जी से अधिक होगी तो सिस्टम में एनर्जी अधिक है तो यह और अधिक वाईब्रेशन करेगा यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है डिसिपेटड एनर्जी द्विघात रूप से बढ़ती रहती है डिसिपेटड एनर्जी में वृद्धि की दर इनपुट एनर्जी में वृद्धि की दर से अधिक होती है तो एम्पलीटूड जब x0 के बराबर है अर्थात स्टेडी स्टेट एम्पलीटूड पर दोनों एनर्जी समान हो जाती हैं तो स्टेडी स्टेट में इनपुट एनर्जी डिसिपेटड एनर्जी के बराबर होती है इसलिए यदि एम्पलीटूड x0 से आगे बढ़ता है जो स्टेडी स्टेट से परे है तो डिसिपेटड एनर्जी इनपुट एनर्जी से अधिक होगी इसलिए यदि डिस्प्लेसमेंट x से अधिक बढ़ जाता है तो अधिक एनर्जी डिसिपेट होगी इसका मतलब है एम्पलीटूड नीचे आ जाएगा इसलिए जब एम्पलीटूड स्टेडी स्टेट से नीचे चला जाता है तो फिर से इनपुट एनर्जी अधिक होगी तो वह एम्पलीटूड बढ़ने की प्रवृत्ति होगी तो इस स्टेडी स्टेट में डेमप्ड सिस्टम का एम्पलीटूड बॉउंडेड होगा तो सिस्टम में मौजूद डेम्पिंग के कारण जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है तो डेमप्ड सिस्टम का एम्पलीटूड बॉउंडेड रहता है यह बढ़ता नहीं रहेगा क्योंकि स्टेडी स्टेट के बाद यदि एम्पलीटूड स्टेडी स्टेट से अधिक हो जाता है तो डिसिपेटड एनर्जी इनपुट एनर्जी से अधिक हो जाएगी जो एम्पलीटूड को कम करने के लिए मजबूर करेगी और जब ओमेगा ओमेगा n के बराबर होता है तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस को p0 बाई c ओमेगा n के रूप में लिखा जा सकता है तो यह हम पहले की गई गणना से स्टेडी स्टेट एम्पलीटूड का पता लगा सकते हैं अब आइए समझते हैं कि डेम्पिंग फाॅर्स का डिस्प्लेसमेंट से क्या संबंध है तो हम जानते हैं कि डेम्पिंग फाॅर्स c x डॉट के बराबर है जो डेम्पिंग गुणांक गुणा वेग है तो हम स्टेडी स्टेट वेग को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस cos फंक्शन को sin फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं तो यह किसी भी समय t पर डिस्प्लेसमेंट है तो वह x t स्क्वायर है तो डेम्पिंग फाॅर्स c ओमेगा x0 स्क्वायर माइनस x t स्क्वायर के स्क्वायर रुट के बराबर है x0 स्टेडी स्टेट एम्पलीटूड है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीटूड है और x t किसी भी समय t पर डिस्प्लेसमेंट है इसलिए यदि आप इस व्यंजक का स्क्वायर करते हैं तो हम इसे इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं तो यह एक एलिप्स का समीकरण है जिसमें मेजर अक्ष x0 के रूप में और माइनर अक्ष c ओमेगा x0 के रूप में है और इस एलिप्स का क्षेत्रफल pi गुना मेजर अक्ष और माइनर अक्ष के बराबर है तो pi c ओमेगा x0 स्क्वायर एलिप्स का क्षेत्रफल है तो आइए हम एलिप्स को प्लॉट करें तो इस तरह से डेम्पिंग फाॅर्स फंक्शन ऐसा दिखता है तो x अक्ष डिस्प्लेसमेंट है और y अक्ष डेम्पिंग फाॅर्स है तो यह डेम्पिंग फाॅर्स एक डबल वैल्युड फंक्शन है तो x के प्रत्येक मान के लिए इसके 2 मान होंगे जब वेग पॉजिटिव होता है तो डेम्पिंग फाॅर्स पॉजिटिव होता है और जब वेग नेगेटिव होता है तो डेम्पिंग फाॅर्स भी नेगेटिव होता है अब आइए देखें कि डिस्प्लेसमेंट के साथ डेम्पिंग और स्प्रिंग फाॅर्स किस प्रकार परिवर्तित होते हैं तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग फाॅर्स k x के बराबर है और डेम्पिंग फाॅर्स c x डॉट के समान है तो c x डॉट को इस तरह दर्शाया जा सकता है तो यह फिर से एक एलिप्स को दर्शाता है लेकिन इसे घुमाया गया है और घूर्णन k x पद द्वारा निर्धारित किया जाता है तो यह fs प्लस f D को इस नीले एलिप्स द्वारा दर्शाया गया है तो यह भी एक एलिप्स है लेकिन इसे घुमाया गया है और एलिप्स के अंदर का क्षेत्र पिछले एलिप्स के समान होगा क्योंकि यह केवल घुमाया गया है और इस वक्र से घिरा क्षेत्र जो कि यह रेखा k x है 0 है क्योंकि यह केवल एक रेखा है तो इससे घिरा क्षेत्र 0 है और इस एलिप्स के अंदर का क्षेत्र पिछले एलिप्स के समान है इस फाॅर्स डिस्प्लेसमेंट वक्र को हिस्टैरिसीस लूप के रूप में भी जाना जाता है और इस लूप का क्षेत्रफल फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगा इसलिए यदि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी अधिक है तो संलग्न क्षेत्र अर्थात डिसिपेटड एनर्जी भी अधिक होगी अब आइए हम इस विस्कॉस डेम्पिंग से सम्बंधित हिस्टैरिसीस लूप के कुछ गुणों को देखें तो यह वह लूप है जिसे हमने अभी देखा है कि डेम्पिंग फाॅर्स द्वारा डिसिपेटड एनर्जी है जो कि विस्कॉस डेम्पिंग इस एलिप्स के अंदर के क्षेत्रफल या इस हिस्टैरिसीस लूप के अंदर के क्षेत्रफल के बराबर है और विस्कॉस डेम्पिंग से जुड़ा हिस्टैरिसीस लूप लोडिंग की डायनामिक प्रकृति के कारण होता है और इसे डायनेमिक हिस्टैरिसीस कहा जाता है तो यह विशेष फाॅर्स डेफोर्मेशन व्यव्हार लोडिंग की डायनामिक प्रकृति के कारण है और इस हिस्टैरिसीस को उस हिस्टैरिसीस के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जब एक इनइलास्टिक मैटेरियल पर साइक्लिक लोड कार्य कर रहा हो इसलिए जब एक इनइलास्टिक एलिमेंट पर साइक्लिक लोड कार्य कर रहा होता है तो हमें कुछ हिस्टैरिसीस लूप भी मिलते हैं और उन लूपों का आकार इस आकार से भिन्न होगा लेकिन इससे कुछ एनर्जी भी डिसिपेट हो जाएगी लेकिन यह प्लास्टिक डेफोर्मेशन के कारण होगा इस मामले में डायनामिक हिस्टैरिसीस के मामले में मैटेरियल इलास्टिक है इसलिए जब मैटेरियल इलास्टिक होता है तब भी डेम्पिंग की क्रिया के कारण कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी और इसे हिस्टैरिसीस लूप भी कहा जाता है और यह डायनेमिक हिस्टैरिसीस के कारण होता है और इस लूप के अंदर का क्षेत्र फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है इसलिए यदि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 0 है तो क्षेत्रफल 0 होगा इसका मतलब है यह फाॅर्स डेफोर्मेशन वक्र एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 0 कब होगी तो जब सिस्टम पर कार्य करने वाला फाॅर्स स्टैटिक स्थिर होता है तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो उस समय फाॅर्स समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा इसलिए यह फ्रीक्वेंसी 0 है इसलिए यदि एक स्टैटिक लोड सिस्टम पर कार्य कर रहा है तो हमारे पास यह डायनामिक हिस्टैरिसीस नहीं हो रहा है तो उस समय फाॅर्स डेफोर्मेशन संबंध एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा अब हम इस डायनामिक हिस्टैरिसीस लूप का उपयोग किसी सिस्टम में एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग की गणना के लिए करते हैं तो शुरुआत में हमने चर्चा की कि एक वास्तविक संरचना में डेम्पिंग कई अलग अलग एनर्जी डिसिपेसन मैकेनिज्म के कारण होती है और इन मैकेनिज्म को एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग द्वारा दर्शाया जा सकता है तो हम विस्कॉस डेम्पिंग क्यों चुनते हैं विस्कॉस डेम्पिंग डेम्पिंग का सबसे सरल रूप है जिसका उपयोग किया जा सकता है और अगर हम विस्कॉस डेम्पिंग का उपयोग करते हैं तो गवर्निंग डिफरेंशियल समीकरण लीनियर होता है तो इसे संभालना आसान है इसलिए चूंकि यह एक लीनियर समीकरण है इसलिए हम इसे विश्लेषणात्मक रूप से हल कर सकते हैं तो हार्मोनिक परीक्षण का उपयोग करके एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग पता किया जाता है हम पहले ही सीख चुके हैं कि एक हार्मोनिक परीक्षण का उपयोग करके हम हाफ पावर बनविड्थ पा सकते हैं और हाफ पावर बैंडविड्थ का उपयोग करके हम डेम्पिंग अनुपात की गणना कर सकते हैं तो अब हम यह पता लगाएंगे कि डिसिपेटड एनर्जी का उपयोग करके एक्विवैलेन्ट डेम्पिंग की गणना कैसे की जाती है तो एक चक्र के दौरान संरचना द्वारा डिसिपेटड एनर्जी चक्र में विस्कॉस डेम्पिंग द्वारा डिसिपेटड एनर्जी के बराबर होगी इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं और एक्विवैलेन्ट डेम्पिंग अनुपात का पता लगा सकते हैं तो हम एक हार्मोनिक परीक्षण कर सकते हैं हम अलग अलग फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हार्मोनिक फोर्सेज का उपयोग करके सिस्टम को एक्साइट कर सकते हैं और हम इस डायनामिक हिस्टैरिसीस लूप को ढूंढ सकते हैं फिर हम इसका क्षेत्रफल माप सकते हैं तो यह हमें डिसिपेटड एनर्जी देगा और उस सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी हाफ k x स्क्वायर के बराबर होगी kx स्प्रिंग की स्टिफनेस है और x0 एम्पलीटूड है तो यह छायांकित भाग स्ट्रेन एनर्जी को इंगित करता है और यह वक्र इसका क्षेत्रफल इस वक्र के अंदर का क्षेत्रफल डिसिपेटड एनर्जी को इंगित करता है तो हम डिसिपेटड एनर्जी को इस व्यंजक के बराबर कर सकते हैं जिसे हमने पहले प्राप्त किया है और हम जीटा एक्विवैलेन्ट पा सकते हैं जो कि इस विस्कॉस डेम्पिंग अनुपात डिसिपेटड एनर्जी की मात्रा के बराबर है तो यह डिसिपेटड एनर्जी कई अलग अलग एनर्जी डिसिपेसन मैकेनिज्म के कारण होगा लेकिन हम एक विस्कॉस डेम्पिंग सिस्टम का उपयोग करके एक्विवैलेंटली दिखा सकते हैं ES0 12 k x02 ED 𝜉eq 4 𝜉 eq ES0 𝜉 eq 𝜉 eq when तो अगर इस व्यंजक को स्ट्रेन एनर्जी के संदर्भ में लिखा जा सकता है तो यह 4 पाई जेटा एक्विवैलेन्ट ओमेगा बाई ओमेगा एन स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होगा तो इससे हम जीटा एक्विवैलेन्ट की गणना कर सकते हैं जो कि डेम्पिंग अनुपात 1 बाई 4 pi ओमेगा बाई ओमेगा एन गुणा E D है जो कि इस सम्बद्ध वक्र का क्षेत्रफल भाग स्ट्रेन एनर्जी है इसलिए यदि हम रेसोनेंस पर हार्मोनिक परीक्षण करते हैं तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो हम इस व्यंजक का उपयोग करके डेम्पिंग अनुपात की गणना कर सकते हैं जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है आइए अब नॉन विस्कॉस डेम्पिंग के कुछ उदाहरण देखें तो हम जिस पहली चीज पर विचार कर रहे हैं वह है दर इंडिपेंडेंट डेम्पिंग तो हमने सीखा है कि एक विस्कॉस डेम्पर द्वारा डिसिपेटड एनर्जी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा के समानुपाती होती है लेकिन धातु संरचनाओं पर कुछ प्रयोगों से पता चला है कि धातु के साइक्लिक स्त्रैनिंग के कारणएनर्जी डिसिपेसन फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज़ से इंडिपेंडेंट है तो इस प्रकार का एनर्जी डिसिपेसन या इस प्रकार की डेम्पिंग को रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह फ्रीक्वेंसीज़ से इंडिपेंडेंट है और इस डेम्पिंग को स्ट्रक्चरल डेम्पिंग सॉलिड डेम्पिंग और हिस्टैरिसीस डेम्पिंग के रूप में भी जाना जाता है और यह डेम्पिंग मैटेरियल कि इलास्टिक लिमिट में स्थानीयकृत प्लास्टिक डेफोर्मेशन के कारण होता है तो यह एक स्टैटिक हिस्टैरिसीस है तो बहुत स्थानीयकृत अवस्थाओं में प्लास्टिक डेफोर्मेशन हो रहा है और इसके कारण कुछ एनर्जी डिसिपेट हो रही है और एनर्जी डिसिपेसन फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र है तो इस मैकेनिज्म के कारण डेम्पिंग को रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग कहा जाता है तो इस स्तिथि में डेम्पिंग फाॅर्स को एटा k बाई ओमेगा के रूप में प्रतिरूपित किया जाता है जहां ओमेगा फ्रॉसिंग फ्रीक्वेंसी है और यह सिस्टम सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के वेग के समानुपाती है तो यह एटा इस सिस्टम में डेम्पिंग का माप है यह डेम्पिंग के दो अलग अलग स्तिथियो में फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के संबंध में एनर्जी डिसिपेसन को दर्शाता है विस्कॉस डेम्पिंग जैसा कि हमने पहले सीखा है एनर्जी डिसिपेसन फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है लेकिन रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के मामले में यह एनर्जी डिसिपेसन फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है बल्कि ये दोनो एनर्जी डिसिपेसन ओमेगा बराबर ओमेगा एन पर बराबर हो जाते है यानी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर

तो यह गति का समीकरण है जब हम रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग पर विचार करते हैं तो विस्कॉस डेम्पिंग गुणांक c को eta k बाई ओमेगा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जहां ओमेगा फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है तो हम जानते हैं कि जीटा डेम्पिंग अनुपात c बाई c cr के बराबर है जहां c विस्कॉस डेम्पिंग गुणांक है तो यहाँ इस स्तिथि में हम c के मान को eta k बाई ओमेगा द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो हम पाएंगे कि जीटा ईटा बाई 2 गुणा फ्रीक्वेंसी अनुपात है इस रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के कारण डिसिपेटड एनर्जी की गणना विस्कॉस डेम्पिंग कि स्तिथि में ED के लिए व्यंजक में जीटा के मान को प्रतिस्थापित करके की जा सकती है π 2 π इस प्रकार हमने विस्कॉस डेम्पिंग के दौरान एनर्जी डिसिपेसन का व्यंजक प्राप्त किया है तो उस व्यंजक में हमें केवल जीटा के मान को इसके द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट डेम्पिंग एनर्जी डिसिपेसन pi eta k x नॉट स्क्वायर के रूप में मिलेगा जहाँ x नॉट स्टेडी स्टेट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीटूड है तो इसे फिर से एक चक्र में स्ट्रेन एनर्जी के रूप में दर्शाया जा सकता है तो वह 2 pi eta E S नॉट होगा तो E S नॉट हाफ k x नॉट स्क्वायर के बराबर है तो यह रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के कारण डिसिपेटड एनर्जी का व्यंजक है तो आइए हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस का पता लगाएं तो यह स्टेडी स्टेट रिस्पांस के लिए व्यंजक है हमें एम्पलीटूड और फेज़ एंगल खोजने की आवश्यकता है तो एम्पलीटूड और फेज़ एंगल कि गणना इस विस्कॉस डेम्पिंग रिस्पांस के व्यंजक में जीटा के मान को प्रतिस्थापित करके की जा सकती है तो यह स्टेडी स्टेट का एम्पलीटूड है और इसे p 0 बाई k से प्राप्त किया जा सकता है तो यह एक स्थिर फाॅर्स p 0 के कारण स्टैटिक रिस्पांस है x x0 𝜙 तो यह स्टैटिक फाॅर्स है और यह डेफोर्मेशन एम्पलीटूड फैक्टर है और रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के मामले में यह 1 बाई स्क्वायर रुट 1 माइनस फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी अनुपात स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर हो जाएगा तो विस्कॉस डेम्पिंग के मामले में अगर आपको याद है तो ईटा के बजाय यह 2 जीटा फ्रीक्वेंसी अनुपात था इसी तरह हम ईटा के संदर्भ में जीटा को प्रतिस्थापित करके फाई के मान की गणना कर सकते हैं और यह हमें टैन इनवर्स ईटा बाई 1 माइनस फ्रीक्वेंसी अनुपात स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा और यहां यदि फाई इसे देखें तो अधिकतम रिस्पांस वो रिस्पांस होगा जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है तो जब यह ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है तो हमें अधिकतम रिस्पांस मिलता है तो विस्कॉस डेम्पिंग के मामले में रेसोनेंस तब होता था जब ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम था लेकिन रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के मामले में रेसोनेंस तब होता है जब ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है और जब विस्कॉस डेम्पिंग कि स्तिथि में ओमेगा 0 होता है तो फेज़ एंगल 0 होता है लेकिन रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग कि स्तिथि में यदि ओमेगा 0 के बराबर है तो यह फेज़ एंगल फाई टैन इनवर्स ईटा बन जाएगा तो ये दो अंतर हैं विस्कॉस डेम्पिंग की तुलना में हैं तो अब देखते हैं कि डेफोर्मेशन रिस्पांस फैक्टर कैसा दिखता है हम इस रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग का उपयोग कब करते हैं तो यह डेफोर्मेशन रिस्पांस फैक्टर स्टेडी स्टेट एम्पलीटूड बाई स्टैटिक एम्पलीटूड x नॉट बाई p नॉट बाई k है और इस तरह फेज़ एंगल बदलता रहता है तो मैंने ईटा के 3 अलग अलग मानों को प्लॉट किया है एक जब सिस्टम में कोई डेम्पिंग नहीं है तब ईटा 0 के बराबर होता है तो उस स्थिति में जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होता है तो रिस्पांस अनबॉण्डेडली बढ़ता है तो यह बहुत बड़ा है और जब ईटा 01 और 02 के बराबर होता है तो ओमेगा बाई ओमेगा n फाईनाईट होता है और जैसे जैसे डेम्पिंग बढ़ती है एम्पलीटूड कम होता जाता है यह वैसा ही है जब हमने विस्कॉस डेम्पिंग को माना था जैसे जैसे डेम्पिंग बढ़ती है एम्पलीटूड कम होता जाता है और इस तरह से फाई एंगल फेज़ एंगल बदलता है इसलिए जब सिस्टम में कोई डेम्पिंग नहीं होती है तो फी एंगल यह होता है कि यह इस वक्र का अनुसरण करता है इसलिए यदि ओमेगा ओमेगा n से कम है तो फाई एंगल 0 है और यदि ओमेगा ओमेगा n से अधिक है तो फेज़ एंगल 180 है डेम्पोंग बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी अनुपात के संबंध में फेज़ एंगल बदल जाता है तो ईटा के लिए हरा वक्र है जब यह 01 के बराबर है और यह काला वाला ईटा बराबर 02 के लिए है इसलिए जैसा कि हमने अब चर्चा की है जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 0 है फेज़ एंगल 0 के बराबर नहीं है लेकिन यह टैन इनवर्स ईटा के मान के बराबर है तो यहां जब ओमेगा 0 होता है तो हमारे पास फेज़ एंगल का नॉन जीरो मान होता है यह इस रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग का गुण है तो पिछली स्लाइड में हमने एनर्जी डिसिपेटड देखा है और यह pi eta k x नॉट स्क्वायर के बराबर है इसलिए इस व्यंजक का उपयोग करके हम एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग की गणना कर सकते हैं तो रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के अनुरूप एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग का मान क्या है तो हम इस रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग को विस्कॉस डेम्पिंग के रूप में निरूपित कर सकते हैं ED 2 ES0 तो ऐसा करने के लिए हमें ओमेगा बराबर ओमेगा n पर डिसिपेटड एनर्जी की बराबरी करनी होगी यह जब रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के लिए ओमेगा ओमेगा n के बराबर होता है तो डिसिपेटड एनर्जी के लिए यह व्यंजक है तो हम इसकी तुलना विस्कॉस डेम्पिंग के कारण एनर्जी डिसिपेसन के व्यंजक से कर सकते हैं तो वह 2 pi zeta k x नॉट स्क्वायर है तो यदि आप इन दोनों को बराबर करते हैं तो हम जेटा के एक्विवैलेन्ट मान का पता लगा सकते हैं जो कि रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के अनुरूप एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग है ED 𝜉eq 𝜉eq तो यदि हम इसे हल करते हैं तो हमें मिलता है जीटा एक्विवैलेन्ट ईटा बाई 2 के बराबर है इसका मतलब है रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग के कारण प्रभाव या एनर्जी डिसिपेसन को विस्कॉस डेम्पिंग द्वारा दर्शाया जा सकता है यदि हम एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग मान पर विचार करते हैं और यह एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग अनुपात ईटा बाई 2 द्वारा दिया जाता है और अब हम देखेंगे कि कैसे डेफोर्मेशन रिस्पांस फैक्टर और फेज़ एंगल बदल जाता है जब हम इस एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग का उपयोग करते हैं तो हमने डॉटेड रेखाओं का उपयोग करके डेफोर्मेशन रिस्पांस फैक्टर और फेज़ एंगल के मानों को प्लॉट किया है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि दोनों वक्र बहुत करीब हैं इसका मतलब है कि इस एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग का उपयोग करने में सन्निकटन बहुत सटीक है तो इस चित्र में डॉटेड रेखा जो फ्रीक्वेंसी पर एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग के कारण रिस्पांस को दिखा रही है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम है और जब हम क्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग पर विचार कर रहे होते हैं तो हमारा फाई एंगल 0 के बराबर प्राप्त होता है जब ओमेगा 0 है लेकिन ओमेगा पर क्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग की स्तिथि में 0 के बराबर होता है फेज़ एंगल टैन इनवर्स ईटा होगा तो हम एक नॉन जीरो मान प्राप्त करेंगे लेकिन इसके अलावा फेज़ एंगल अनुमानित है जब हम इस क्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग का उपयोग करते हैं तो रेट इंडिपेंडेंट डेम्पिंग की स्तिथि में हम इस एनर्जी डिसिपेसन को दिखाने के लिए विस्कॉस डेम्पिंग का उपयोग कर सकते हैं अब आइए नॉन विस्कॉस डेम्पिंग का एक और उदाहरण देखें तो इसे कूलम्ब फ्रिक्शन डेम्पिंग कहा जाता है और यह दो सतहों के बीच फ्रिक्शन के कारण होता है इसलिए जब यह मास फ्रिक्शन के कारण सतह पर चलता है तो कुछ एनर्जी का डिसिपेसन होगा हमने इस प्रकार की डेम्पिंग को फ्री वाईब्रेशन के दौरान देखा है तो हार्मोनिक वाइब्रेशन के मामले में गति के समीकरण के रूप में mx डबल डॉट प्लस kx प्लस या माइनस F हार्मोनिक फाॅर्स pt के बराबर है यहाँ हम जानते हैं कि यह F फ्रिक्शनल फाॅर्स है और यह इस सतह पर कार्य करने वाले नार्मल फाॅर्स गुणा फ्रिक्शन के गुणांक के बराबर है तो इस मामले में यह इस मास का भार हो सकता है और फ्रिक्शन फाॅर्स इस मास की गति के विपरीत दिशा में होता है इसलिए यदि मास दाईं ओर बढ़ रहा है तो फाॅर्स बाईं ओर कार्य कर रहा होगा और जब मास बाईं ओर बढ़ रहा होगा तो फाॅर्स दाईं दिशा में होगा तो उसके कारण हमारे पास गति के इस समीकरण में यह प्लस या माइनस साइन है तो हर आधे चक्र में यह साइन बदल जाएगी तो हमने फ्री वाईब्रेशनकी स्तिथि में इस समीकरण को हल किया था तो अब हम इसे हल नहीं करेंगे लेकिन हम केवल कुछ परिणामों की जांच करेंगे तो इस फ्रिक्शन में एनर्जी डिसिपेटड को इस फाॅर्स डिस्प्लेसमेंट वक्र द्वारा दर्शाया जाता है तो जैसा कि अब हम चर्चा करते हैं कि जब यह मास दाईं ओर बढ़ रहा होगा तो फाॅर्स विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होगा तो यदि हम इस x को दाईं ओर होने पर पॉजिटिव मानते हैं अतः जब मास दाएँ से बाएँ चलता है तो फाॅर्स दाईं ओर कार्य करेगा इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट प्लस X 0 से माइनस X 0 में बदल जाता है तो फ्रिक्शनल फाॅर्स पॉजिटिव F होगा और जब यह दाहिनी ओर जाता है जब मास दाईं दिशा में जाता है इसका मतलब है कि जब मास माइनस X0 से X0 तक जाता है तो फ्रिक्शन फाॅर्स विपरीत दिशा में होगा जो कि माइनस F है तो यह इस फ्रिक्शन डेम्पिंग के कारण फाॅर्स डिस्प्लेसमेंट वक्र है तो इस फ्रिक्शन के कारण डिसिपेटड एनर्जी इस वक्र में संलग्न क्षेत्र के बराबर होगी और वह F x 0 की 4 गुणा होगी तो यह फ्रिक्शन के कारण डिसिपेटड एनर्जी है तो हमने देखा है कि सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के लिए इनपुट एनर्जी इस हार्मोनिक फाॅर्स के कारण pi p 0 x 0 के बराबर होती है जब ओमेगा ओमेगा n के बराबर होता है यानि जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है और x 0 स्टेडी स्टेट एम्पलीटूड है और हमने यह भी देखा कि फ्रिक्शन द्वारा डिसिपेटड एनर्जी 4 F गुणा x 0 के बराबर है तो आइए अब हम इस व्यंजक को प्लॉट करें तो यह एनर्जी एम्पलीटूड प्लॉट है और यह इनपुट एनर्जी इस एम्पलीटूड के रैखिक रूप से समानुपाती है और फ्रिक्शन के कारण डिसिपेटड भी एम्पलीटूड के रैखिक रूप से समानुपाती है तो ये दोनों वक्र रैखिक हैं और यदि p 0 द्वारा विभाजित फ्रिक्शनल फाॅर्स pi बाई 4 से कम है तो इनपुट एनर्जी फ्रिक्शन के कारण डिसिपेटड एनर्जी से अधिक होगी यह तब होता है जब ओमेगा ओमेगा n के बराबर होता है तो इस वजह से ओमेगा ओमेगा एन के बराबर है जब यह परिस्तिथि संतुष्ट होती है तो गति का परिमाण अनबॉउंडेड होगा यह सीमित नहीं होगा क्योंकि इनपुट एनर्जी डिसिपेटड एनर्जी से अधिक है इसलिए यदि यह F बाई p 0 pi बाई 4 से अधिक है तो उस स्थिति में सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम की गति बॉउंडेड हो जाएगी तो ओमेगा पर रिस्पांस ओमेगा एन के बराबर है यदि यह मान pi बाई 4 से अधिक है तो यह सीमित होगा अन्यथा यह अनबॉउंडेड होगा तो अब हम कूलम्ब फ्रिक्शन के मामले में एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग की गणना करते हैं तो हम फ्रिक्शन के कारण डिसिपेटड एनर्जी की तुलना विस्कॉस डेम्पिंग के कारण डिसिपेटड एनर्जी से कर सकते हैं इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें ज़ीटा एक्विवैलेन्ट 2 F बाई पाई फ्रीक्वेंसी अनुपात k x 0 मिलेगा हम इस कूलम्ब फ्रिक्शन डैम सिस्टम के समाधान की गणना करने के लिए इस एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग का उपयोग कर सकते हैं और यह अनुमानित समाधान केवल तभी सटीक होता है जब यह F बाई p 0 अनुपात pi बाई 4 से कम हो 𝐸𝐹 𝜉eq 𝜉eq तो यदि सिस्टम में यह फ्रिक्शन ज्यादा है और यदि यह F बाई p0 pi बाई 4 से अधिक है तो इस एक्विवैलेन्ट विस्कॉस डेम्पिंग का उपयोग करके गणना किया गया यह अनुमानित समाधान समाप्त हो जाएगा तो यह एक सटीक परिणाम देता है जब सिस्टम में डेम्पिंग कम होती है